गैलोवे ने अपनी पुस्तक 4 में आधुनिक इंटरनेट युग के चार अत्यधिक प्रभावशाली संगठनों का उल्लेख किया है ऐमेज़ॉन फेसबुक गूगल और एप्पल इन चारों में उन्होंने गूगल को सर्वाधिक प्रभावशाली माना हैI आज हम गूगल की कार्यप्रणाली पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि गैलोवे ने इसके बारे में क्या कहा हैI साथ ही हम यह भी जानेंगे कि यह विभिन्न साधन हमारे जीवन को किस प्रकार प्रभावित करते हैंI गैलोवे ने गूगल की तुलना ईश्वर से की हैI जिस प्रकार ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है और हर समय हमारे द्वारा की हुई प्रार्थनओं को सुनता है उसी प्रकार गूगल पर भी किसी भी समय अपनी जिज्ञासाओं का उत्तर प्राप्त कर सकते हैंI ईश्वर तो फिर भी हमारी हर प्रार्थना का उत्तर नहीं देता परंतु गूगल के पास हमारे लगभग हर सवाल का जवाब होता हैIगैलोवे की सर्च इंजन के क्रमिक विकास में रुचि रही है कुछ सर्च इंजन पाठकों को केवल प्रश्न पूछने की अनुमति देते हैं और कुछ केवल कीवर्ड्स कोई ही संज्ञान में लेते हैं परंतु गूगल अपने एल्गोरिदम के कारण हर प्रश्न का उत्तर देता है ईश्वर से कुछ भी मांगते समय मनुष्य को यह भय रहता है कि कहीं ना कहीं उसके द्वारा की गई प्रार्थना पर ईश्वर उसका आकलन कर रहा है परंतु Galloway का मानना है कि गूगल के साथ यह बात सत्य नहींI हालांकि Galloway के समय से अनुसंधान के क्षेत्र में तेजी से सुधार हुआ है हालांकि Galloway के समय से अनुसंधान के क्षेत्र में तेजी से सुधार हुआ है जिसके कारण ही संभव है कि अंत परिणाम हमारे द्वारा ढूंढी जा रही जानकारी से अलग हो हम यह जानते हैं की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से गूगल ना केवल हमारे द्वारा किए हुए सर्च का अनुगमन करता है वरन हमारा आकलन भी करता हैI हम किसी सर्च इंजन का प्रयोग करके किसी प्रकार की जानकारी को ढूंढते हैं तो गूगल हमारी हर गतिविधि का एक रिकॉर्ड रखता है

क्या उपभोक्ता उसके लिए व्यक्ति विशेष है या फिर किसी विशेष प्रकार के उद्देश्य को पूरा करने का साधन मात्रI क्योंकि डिजिटल युग का व्यक्ति प्रिंट युग के व्यक्ति से भिन्न हैI और जैसा कि हम चर्चा भी कर चुके हैं कि पूंजीवाद ने व्यक्ति और व्यक्तिवाद को नई परिभाषा दी हैI अतः यह जानना भी आवश्यक है कि गूगल जैसे बड़े संगठन जो डेटा संग्रह कर रहे हैं उसके लंबे समय में क्या परिणाम होंगे अगर हम ऐमेज़ॉन के उदाहरण से समझे जिसकी शुरुआत किताबों की बिक्री से हुई थी और आज वह लगभग हर प्रकार के उत्पाद को बेच रहा है वह अपने उपभोक्ताओं द्वारा देखी जा रही दूसरी साइट पर भी अपने विज्ञापनों द्वारा उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा हैI साथ ही वह अपने उपभोक्ताओं को दूसरे उपभोक्ताओं द्वारा क्या खरीदा गया इसका भी एक तुलनात्मक विवरण देता हैI इसी प्रकार नेटफ्लिक्स व अन्य मनोरंजन के प्लेटफार्म भी उपभोक्ताओं की रूचि का अनुमान लगाकर अपनी समानार्थी सेवाएं उन तक निरंतर पहुंचाते रहते हैंI इस पूरी चर्चा से यह समझना आवश्यक है कि क्या उपभोक्ता इन संगठनों के लिए व्यक्ति विशेष की संज्ञा रखता है या फिर उपभोक्ता केवल सेवाएं खरीदने वाला निमित्त मात्र हैI साथ ही यह भी जानना होगा कि इस प्रकार की कार्यप्रणाली के राजनीतिक अर्थ क्या है इन सब प्रश्नों का उत्तर डिजिटल दुनिया में नित्य हो रहे बदलावों से ही समझा जा सकता हैI